इसलिए अब तक हमने पोर्ट विद्युत धाराओं और पोर्ट वोल्टेजों के बीच संबंधों का उपयोग करते हुए दो पोर्टों का वर्णन किया है वे निकल कर आते है रैखिक संयोजन कुछ संदर्भों में उन्हीं संबंधों के लिए एक परिपथ निरूपण का होना उपयोगी है यही हम इस पाठ में देखने जा रहे है तो मान लें कि हमारे पास दो पोर्ट है और हम y मापदंड का उपयोग करना चुनते है जो कहता है कि I 1 y 1 1 V 1 y 1 2 V 2 है और I 2 y 2 1 V 1 y 2 2 V 2 है एक समतुल्य परिपथ का होना यह उपयोगी होगा जो इन समीकरणों को रीलाइज करता है यह समान भी है मान लीजिए कि आपको रैखिक तत्वों को अन्दर रखकर एक डिब्बा दिया गया है तो आप बीजगणितीय रूप से संबंध प्रदान कर सकते है V 1 बराबर है I 1 × R समकक्ष के अथवा समकक्ष रूप से आप कह सकते है कि माना यह टर्मिनल A और टर्मिनल B है आप कह सकते है कि A और B के मध्य आपके पास यह समतुल्य प्रतिरोध है आप इसके बजाय यह चित्र दिखा सकते है हम जो करने जा रहे है वह इसी के समान है समीकरण दिखाने के बजाय हम चित्र दिखाएंगें तो इन पदों में से प्रत्येक के लिए वहां एक संबंधित तत्व होगा मान लीजिए कि यह पोर्ट 1 है हमारे पास इसके पार V 1 है पोर्ट 1 में बहने वाली विद्युत धारा दो भागों y 1 1 × V 1 y 1 2 × V 2 का योग है पहले देखें आइए इसे देखें y 1 1 × V 1 तो यह पोर्ट 1 में बह रही है और यह भी उन्हीं दो टर्मिनलों 1 और 1 प्राइम के बीच वोल्टेज से संबंधित है स्पष्ट रूप से यदि आपके पास बस यही भाग होता है माना कहते है कि I 1 बराबर है y 1 1 × V 1 के जोकि एक कंडक्टेन्स अथवा प्रतिरोध के अनुरूप होगा इसलिए यदि मेरे पास एक कंडक्टेन्स है जिसका मान y 1 1 है यह एक विद्युत धारा लेगा जो कि y 1 1 × V 1 है क्योंकि इसे V 1 के पार रखा गया है इस कंडक्टेन्स के पार हमारे पास एक वोल्टेज V 1 है अब हमारे पास दूसरा भाग y 1 2 × V 2 है इसलिए यह 2 1 2 प्राइम है और V 2 वहां समाप्त हो गया है इसलिए पोर्ट 2 में एक वोल्टेज की प्रतिक्रिया में पोर्ट 1 में एक विद्युत धारा ली गई है तो यह स्पष्ट रूप से है एक निर्भर स्रोत अथवा वोल्टेज नियंत्रित विद्युत धारा स्रोत जिसका मान y 1 2 V 2 द्वारा दिया जाता है इसी प्रकार यदि आप दूसरे समीकरण को देखें तो हमारे पास I 2 y 2 2 × V 2 के बराबर है वह इसका एक हिस्सा है और वह पोर्ट 2 पर वोल्टेज और पोर्ट 2 में विद्युत धारा के बीच का संबंध है इसलिए इसे एक कंडक्टेन्स द्वारा दर्शाया जाता है जिसका मान y 2 2 है और इस अंतिम भाग y 2 1 × V 1 को इस तरह के एक नियंत्रित स्रोत द्वारा दर्शाया जाता है यह I 2 है तो यह पोर्ट 2 से ली गई विद्युत धारा है और यह V 1 के समानुपाती है वह वोल्टेज है परिपथ में कहीं और का तो यह है मॉडल y एक वोल्टेज नियंत्रित विद्युत धारा स्रोत और इसका मान y 2 1 V 1 है तो इन चार तत्वों 2 कंडक्टेन्स और 2 नियंत्रित स्रोतों के साथ यह चित्र ठीक वैसा ही कहता है जैसा कि यह समीकरण कह रहा है कुछ × जब आप परिपथ का विश्लेषण कर रहे होते है तो दो पोर्ट के बजाय इस तस्वीर को लगाना उपयोगी होता है और कुछ × इनमें से कुछ संबंध बहुत स्पष्ट हो जाते है जब आप समीकरणों में हेरफेर करने के बजाय चित्र को लगाते है अब सभी चार प्रकार के मापदंडों के लिए समान चीजें मौजूद है अर्थात् जो हम देखने जा रहे है अब हम दो पोर्ट के लिए z मापदंड निरूपण पर विचार करते है जो आपको I 1 और I 2 के रैखिक संयोजन के रूप में V 1 और V 2 को देता है तो फिर से मान लें कि यह पोर्ट 1 है और विद्युत धारा I 1 उस पोर्ट में प्रवाहित होती है और हमारे पास इसके पार V 1 है हम देखते है कि V 1 दो राशियों का योग है तो इसका मतलब है कि इस राशि को रीलाइज करने के लिए वहां श्रृंखला में कुछ दो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए अब पहला z 1 1 × I 1 है वह एक वोल्टेज ड्रॉप है जोकि पोर्ट के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है इसलिए यदि मेरे पास एक प्रतिरोध है जिसका मान z 1 1 है तो उसके पार वोल्टेज z 1 1 × I 1 होगा क्योंकि I 1 z 1 1 से बह रही है अब इसका दूसरा भाग है z 1 2 × I 2 यह परिपथ में कहीं और पर विद्युत धारा पर निर्भर करता है जो कि पोर्ट 2 में है तो हमारे पास इसके पार दूसरा पोर्ट V 2 है और इसके माध्यम से I 2 है इसलिए इसके साथ श्रृंखला में मान z 1 1 का प्रतिरोध है हमारे पास z 1 2 I 2 होगा और इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए हमारे पास दो वोल्टेज ड्रॉप का एक श्रृंखला संयोजन है एक जो कि z 2 1 × I 1 है क्योंकि यह विद्युत धारा में परिपथ पर कहीं और निर्भर करता है हमारे पास एक विद्युत धारा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है जिसका मान z 2 1 × I 1 है और इसके साथ श्रृंखला में हमारे पास एक प्रतिरोध z 2 2 है क्योंकि I 2 उस z 2 2 के माध्यम से बह रही है यह एक वोल्टेज ड्रॉप z 2 2 I 2 बनाता है तो फिर से यह समतुल्य परिपथ पोर्ट वोल्टेजों और पोर्ट विद्युत धाराओं के बीच उन्हीं संबंधों को लागू करता है जैसा कि समीकरणों के इन सेटों में होता है कुछ × इन समीकरणों का उपयोग करने के बजाय यह चित्र लिखना उपयोगी है और फिर बाकी परिपथ से जो कुछ भी आता है उसमें जोड़ा जा सकता है और अपनी गणना के साथ आगें बढ़ जा सकता है अब हम दो पोर्टों के h मापदंड निरूपण को देखेंगें यहां फिर से हमारे पास दो समीकरण है V 1 दो राशियों का योग है क्योंकि वोल्टेज दो राशियों का योग है हम इनमें से प्रत्येक को अलग अलग एकाकी वोल्टेज ड्रॉप्स के रूप में सोच सकते है जो V 1 बनाने के लिए श्रृंखला में दिखाई देते हैं और दूसरे समीकरण I 2 में एक विद्युत धारा दो राशियों का योग है क्योंकि ये दो विद्युत धाराएँ इसे देने के लिए जुड़ती हैं आप इनके बारे में दो समानांतर शाखा विद्युत धाराओं के रूप में सोच सकते है जो I 2 देने के लिए जुड़ती हैं इसलिए जैसा कि आप हाइब्रिड मापदंडों के नाम से उम्मीद करते है समकक्ष परिपथ भी हाइब्रिड होगा एक तरफ इसके पास श्रृंखला शाखाएं होंगी और दूसरी तरफ समानांतर शाखाएं तो मान लें कि यह पोर्ट 1 है इसके साथ कि V 1 इसके पार है और I 1 इसके माध्यम से गुजरती है और यह पोर्ट 2 है इसके साथ कि V 2 इसके पार है और I 2 इसके माध्यम से गुजरती है तो V 1 इन दो ड्रॉप्स का योग है इसलिए हमारे पास एक प्रतिरोध है जिसका मान h 1 1 है और हमारे पास एक नियंत्रित स्रोत है है V 1 V 2 पर निर्भर करता है तो यह एक वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है जिसका आनुपातिकता स्थिरांक h 1 2 है अथवा जिसका मान h 1 2 × V 2 है दूसरे समीकरण के लिए हमें समानांतर शाखाओं की आवश्यकता है क्योंकि हमें विद्युत धाराओं को जोड़ने की आवश्यकता है इसलिए हमारे पास I 2 h 2 2 V 2 है इसलिए I V के समानुपाती है इसलिए यह एक कंडक्टेन्स है और कंडक्टेन्स h 2 2 है अथवा प्रतिरोध का मान 1 बाय h 2 2 है अंत में हमारे पास एक विद्युत धारा नियंत्रित विद्युत धारा स्त्रोत है क्योंकि I 1 एक विद्युत धारा है परिणामी I 2 भी एक विद्युत धारा है तो यह पद विद्युत धारा नियंत्रित विद्युत धारा स्रोत h 2 1 के गेन पर विद्युत धारा नियंत्रित विद्युत धारा स्रोत का उपयोग करके बनाया गया है तो यह है जो हमारे पास पोर्ट एक पर है हमारे पास पोर्ट एक पर श्रृंखला शाखाएं है पोर्ट दो पर समानांतर शाखाएं अंत में हम g मापदंडों को फिर से देखेंगें हमारे पास दो समीकरण है जिनमें से प्रत्येक में दो पदों का योग है पहला समीकरण परिणाम में एक विद्युत धारा देता है जोकि दो विद्युत धाराओं का योग है इसलिए हमें इसे लागू करने के लिए समानांतर शाखाओं की आवश्यकता है दूसरा समीकरण वोल्टेज है जो दो अन्य वोल्टेज का योग है इसलिए हमें इसे लागू करने के लिए एक श्रृंखला संयोजन की आवश्यकता है इसलिए पोर्ट 1 में हमारे पास वोल्टेज V 1 और विद्युत धारा I 1 है और पोर्ट 2 वोल्टेज V 2 और विद्युत धारा I 2 के साथ है तो पहला एक विद्युत धारा है इसलिए हमारे पास दो शाखाओं का योग है g 1 1 और V 1 जो g 1 1 के कंडक्टेन्स का अथवा 1 बाय g 1 1 के एक प्रतिरोध का निरूपण करता है दूसरा वाला I 1 की I 2 पर निर्भरता देता है तो यह विद्युत धारा नियंत्रित विद्युत धारा स्रोत है जिसका गेन g 1 2 है अथवा जिसका मान g 1 2 × I 2 है अब दूसरी तरफ अथवा दूसरे पोर्ट पर हमारे पास वोल्टेज है अथवा दो अन्य वोल्टेजों का योग V 2 बराबर g 2 2 I 2 है वोल्टेज विद्युत धारा के आनुपातिक है जिसे एक प्रतिरोधक का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है जिसका मान g 2 2 और श्रृंखला में है इसके साथ वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत V 2 g 2 1 V 1 के बराबर है इसलिए यह गेन g 2 1 का एक नियंत्रित वोल्टेज है तो यह g मापदंड के लिए समकक्ष परिपथ है दो पोर्ट इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी नेटवर्क को निश्चित रूप से मापदंडों के किसी भी सेट द्वारा दर्शाया जा सकता है कुछ × इनमें से कुछ मापदंड अनंत मान के हैं जिस स्थिति में आप उनका उपयोग नहीं करते है लेकिन सामान्य तौर पर आप उनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते है इसी प्रकार आप इन समकक्ष परिपथों में से किसी एक का उपयोग कर सकते है अब फिर से जिसे आप चुनते है वह सहूलियत पर आधारित है ठीक उसी तरह जैसे या तो प्रतिरोध या कंडक्टेन्स के साथ गणना करना चुनना यहाँ हमारे पास अधिक विकल्प है क्योंकि हमारे पास है पोर्ट अधिक चर और इसी प्रकार